अब तक कंडक्शन के अधिकांश मामलों में हमने यह मान लिया था कि प्रणाली स्थिर अवस्था में बनी हुई है तो क्या होगा यदि सिस्टम अपनी स्थिर स्थिति में नहीं है तो यह वास्तव में प्रश्न में तब्दील हो जाता है ट्रांसिएंट्स को कैसे पकड़ा जाए यह वास्तव में इसका अनुवाद करता है यह सवाल कि क्या होगा यदि सिस्टम को स्थिर स्थिति में नहीं रखा गया है यह संभव है कि इसका रखरखाव नहीं किया गया हो एक बहुत ही आसान उदाहरण यह है कि आप एक कप कॉफी चाय या दूध या कुछ भी लें और उसे टेबल पर छोड़ दें वास्तव में तब तक कोई स्थिर स्थिति नहीं होती है जब तक कि सिस्टम का तापमान परिवेश के समान तापमान तक न पहुंच जाए तो एक कप कॉफी या चाय या जो कुछ भी मेज पर रखा जाता है उसकी स्थिर अवस्था वह अवस्था होती है जिस पर उस कप का प्रत्येक स्थान या प्रत्येक कण परिवेश के तापमान तक पहुँच जाता है या यहाँ स्थिर अवस्था का अर्थ है स्थिर अवस्था परिवेश के साथ संतुलन है इसलिए जितने भी मामले हमने देखे हैं जितने मॉडल हमने अब तक लिखे हैं सामान्य मॉडल को छोड़कर वे सभी उस सिस्टम के लिए हैं जहां यह पहले से ही परिवेश के साथ संतुलन तक पहुंच गया है तो सवाल यह है कि यह हमेशा सच नहीं होता है ऐसी प्रणालियाँ हैं जहाँ वे संतुलन में नहीं हो सकते हैं तो हम उन्हें कैसे चित्रित करते हैं हम उन्हें कैसे मापते हैं और हम किस प्रकार का विश्लेषण और समझ प्राप्त कर सकते हैं तो मान लीजिए कि हम एक कंटेनर लेते हैं जो एक निश्चित तरल पदार्थ से भरा होता है और हम कहते हैं कि द्रव का तापमान टिइफिनिटी है इसे किसी तापमान पर भरा जाता है और मान लें कि कुछ ठोस पदार्थ है जिसका तापमान Ti है और अगर मैं यह मान लूं कि t 0 के बराबर है जो कि 0 के बराबर समय है अनिवार्य रूप से तब होता है जब यह बॉडी वास्तव में द्रव के बाहर होता है और T पर 0 के बराबर होता है मैं इसे अंदर छोड़ देता हूं तो मैं ठोस शरीर को तरल में छोड़ देता हूं तो मान लीजिए कि Ti Tinfinity से बड़ा है तो जैसे ही आप इसे गिराते हैं हीट का आदान प्रदान होने वाला है तो ठोस क्योंकि यह एक उच्च ऊर्जा अवस्था में है यह एक उच्च तापमान पर है यह आसपास के तरल पदार्थ की हीट खो देगा और फिर यह अपने आप को परिवेश के साथ संतुलित करने का प्रयास करेगा यह सामान्य प्रक्रिया है तो पहला अवलोकन यह है कि ठोस से तरल में हीट का स्थानांतरण होता है हीट हस्तांतरण का तरीका क्या है कन्वेक्शन तो वास्तव में ठोस तरल सीमा पर कन्वेक्शन होता है तो ठोस तरल सीमा पर कन्वेक्शन क्या होता है ठोस के अंदर क्या होता है तो कंडक्शन है इसके बारे में जाने के दो तरीके हैं मान लीजिए कि कंडक्शन अंदर महत्वपूर्ण है तो हम जानते हैं कि मॉडल को कैसे लिखना है हमने कहा कि अक्मुलेशन बराबर इनपुट माइनस आउटपुट प्लस जनरेशन इसलिए अगर मैं यह मान लूं कि पीढ़ी qdot 0 है तो हम इसे लिखना जानते हैं अब मान लीजिए कि यदि वस्तु के आयाम बहुत छोटे हैं तीनों आयामों में वस्तु के आयाम काफी छोटे हैं तो कोई लंपिंग कर सकता है इसका वास्तव में मतलब यह है कि जैसा हमने पहले देखा है क्या हम मानते हैं कि तापमान ठोस में एक समान है तो यहाँ लंपिंग से हमारा तात्पर्य यही है अब हम इसे कैसे मॉडल करते हैं उद्देश्य यह है कि हमें इस प्रक्रिया की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है तो जो भी हीट खो जाती है यदि तापमान एक समान है जो भी आंतरिक ऊर्जा जो तरल पदार्थ में खो जाती है वह उस दर के बराबर होती है जिस पर तापमान किसी भी तरह बदल रहा है जैसे कुछ आनुपातिकता स्थिरांक होगा तो यह किसी भी तरह से उस दर से संबंधित होना चाहिए जिस पर तापमान ठोस के अंदर बदल रहा है तो इसके बारे में जाने के दो तरीके हैं मॉडल लिखने के दो तरीके हैं एक निश्चित रूप से सामान्य मॉडल से शुरू कर सकते हैं और फिर लंपिंग अप्प्रोक्सिमेशन लगा सकते हैं यह करना बहुत कठिन नहीं है ऐसा करना बहुत आसान है आपको बस इतना करना है कि संबंधित सीमा शर्तों को एकीकृत और स्थानापन्न करना है अब ऐसा करने का एक आसान तरीका है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ गणित शामिल है ऐसा करने का एक आसान तरीका यह है कि पहले सिद्धांतों से मॉडल लिख सकता है तो इन सभी के लिए सामान्य मंत्र संचय बराबर जो है माइनस आउट प्लस और जो उत्पन्न होता है मूल सामान्य मॉडल भी हमने मंत्र का उपयोग करके प्राप्त किया था लेकिन यदि आप इस मार्ग का उपयोग करते हैं तो यह सिर्फ इतना है कि आप एकीकृत करके जो भी लंपिंग अप्प्रोक्सिमेशन करेंगे वह पहले से ही प्रथम सिद्धांत से मॉडल को लिखकर ध्यान में रखा जाएगा आप किसी भी तरह से कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वास्तव में आपको बिल्कुल वही मॉडल मिलना चाहिए इसलिए इसे लिखना बहुत आसान है rhoCp dT by dt जो कि संचय शब्द है इनपुट क्या है इसलिए पहली बात जो मैं चाहता हूं कि आप सभी को यह एहसास हो कि जब हमने एक सामान्य मॉडल खोजने के लिए यह पहला सिद्धांत मार्ग लिखा था तो हमने एक अंतर संतुलन लिखा था अब जब हमने लंपिंग अप्प्रोक्सिमेशन की शुरुआत की तो यहां कोई अंतर तत्व नहीं है तो हम क्या करें हमें इसे इससे गुणा करने की आवश्यकता है क्षेत्र क्यों यह सही नहीं है तो यहाँ पहला टर्म संचय से मेल खाता है हमें यह याद रखना चाहिए कि rhoCp हीट की मात्रा को परावर्तित या परिमाणित करता है जो सिस्टम के अंदर ठोस के अंदर जमा होती है तो यह एक वॉल्यूमेट्रिक प्रक्रिया है सिस्टम की क्षमता की मात्रा या ठोस में हीट को स्टोर करने के लिए एक वॉल्यूमेट्रिक प्रक्रिया है न कि सतह क्षेत्र की प्रक्रिया इसलिए आपको इसे उस सिस्टम के आयतन से गुणा करना होगा जिसे आप देख रहे हैं यदि आप इसे पहले सिद्धांत से करते हैं यदि आप इसे सामान्यीकृत समीकरण से करते हैं यदि आप एकीकृत करते हैं तो वॉल्यूम स्केलिंग एकीकरण से आएगी वास्तव में इसे आजमाना एक अच्छा व्यायाम है पहले सिद्धांत से शुरू करें सामान्यीकृत मॉडल पूरे वॉल्यूम पर एकीकरण की शुरुआत करके लंपिंग की शुरुआत की और आप देखेंगे कि वॉल्यूम शब्द वास्तव में संचय अवधि में स्केलिंग कारक के रूप में आएगा तो ठोस में क्या आता है कुछ भी तो नहीं क्योंकि यह गर्म है और अचानक आपने इसे अंदर गिरा दिया है अत ठोस में कोई हीट नहीं आ रही है तो इनपुट 0 है क्या निकल रहा है h में तो वह एक है हीट ट्रांसफर की संवहन विधि एक सतह क्षेत्र प्रक्रिया है तो यह कुल क्षेत्रफल में h है जो तापमान अंतर से गुणा करके हीट हस्तांतरण के लिए उपलब्ध है तो वह गर्मी की मात्रा है जो बाहर जा रही है और हमने कहा कि पीढ़ी 0 है तो मॉडल बहुत सरल है यह V गुना होगा rhoCp बराबर माइनस hs T माइनस टिनफिनिटी है तो वह मॉडल है प्रारंभिक स्थिति क्या है A Ti है वह यह है तो प्रारंभिक स्थिति T पर t के बराबर 0 है Ti के बराबर है जो कि मॉडल के लिए प्रारंभिक स्थिति है अब तक हम इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि इस मुद्दे को समझने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आप अंतर शेष राशि को देख रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि हीट को स्टोर करने के लिए एक प्रणाली की क्षमता एक वॉल्यूमेट्रिक प्रक्रिया है और हीट को परिवहन करने की क्षमता वास्तव में एक सतह क्षेत्र प्रक्रिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रक्रिया है इसलिए जब भी कंडक्शन होता है तो यह हीट है जो क्रॉस सेक्शन में बह रही है और जब भी ठोस से तरल पदार्थ के क्षेत्र या सतह क्षेत्र के आसपास कन्वेक्शन होता है जो सतह क्षेत्र प्रक्रिया है तो आपको समझना चाहिए कि आयामों का सही सेट क्या है जो मॉडल में इनमें से प्रत्येक शब्द से जुड़ा हुआ है समाधान बहुत तुच्छ है तो अगर मान लेते है कि थीटा T माइनस T इन्फिनिटी है मैं मॉडल को d थीटा बटा dt के बराबर माइनस h A s by rhoVCp in theta में फिर से लिख सकता हूं और समाधान थीटा बटा थीटा i बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस के बराबर है जो कि समाधान है समय के सामने गुणांक के बारे में हम क्या कह सकते हैं समय के सामने इस गुणांक की इकाइयाँ क्या होनी चाहिए यह एक बाय सेकंड होना चाहिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल के अंदर की मात्रा आयामहीन होनी चाहिए इसलिए यदि t समय सेकंड है तो गुणांक की इकाइयाँ एक बाय सेकंड होनी चाहिए तो यह टाइम कांस्टेंट होने का प्रतीक है तो गुणांक के आधार पर कोई भी इस प्रक्रिया के लिए rhoVCp बटा h गुणा As के बराबर ताऊ पर एक समय स्थिरांक को परिभाषित कर सकता है यदि आप इकाइयों में यूनिट प्लग डालते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें सेकंड की इकाइयाँ समय के आयाम होंगे तो प्रक्रिया के लिए समय स्थिरांक को परिभाषित कर सकता है तो यह क्या दर्शाता है कि कितना समय लिया गया है आयामहीन क्या है मेरा मतलब है कि ठोस से तरल पदार्थ में हीट के खोने के लिए कितना समय लगता है और ध्यान दें कि आप यहां दो शब्द देख सकते हैं तो यहां एक बार फिर एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है एक है ठोस की हीट को स्टोर करने की क्षमता दूसरी सिस्टम की गर्मी को अपने परिवेश से खोने की क्षमता है तो समय को स्थिर रूप से फिर से लिख सकता है कुछ इस तरह तो आप ताऊ को 1 बटा h गुणा As गुणा rho V गुणा Cp लिख सकते हैं 1 बटा h As गुणा क्या है यह हीट ट्रांसफर के कन्वेक्टीव मोड के लिए रेजिस्टेंस है तो आप इसे कन्वेक्शन के लिए रेजिस्टेंस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं rhoVCp क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संदर्भ में रेसिस्टर्स और कपैसिटर अत यह ठोस का C है तो यह हीट को स्टोर करने के लिए ठोस की क्षमता है तो एक समय स्थिरांक केवल कन्वेक्टीव रेजिस्टेंस होता है जो कि ठोस से तरल पदार्थ में हीट के कन्वेक्शन के लिए सिस्टम द्वारा पेश किया जाता है जो समाई से गुणा होता है जो कि इसमें हीट को स्टोर करने के लिए ठोस की क्षमता स्पष्ट होती है इसलिए समय स्थिरांक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है यह संभवत पहली बार है जब आप इस पाठ्यक्रम में समय की एक परिभाषा देख रहे हैं समय स्थिरांक क्यों महत्वपूर्ण है तो समय स्थिरांक वह है जो कैप्चर करता है जो आपको बताता है कि सिस्टम के गुणों के आधार पर एक निश्चित प्रक्रिया के होने में कितना समय लगता है तो ध्यान दें कि ये सिस्टम के सभी गुण हैं जिन पर आप विचार कर रहे हैं इसलिए यदि आप जानते हैं कि गुण क्या हैं तो मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि डेंसिटी दूसरों की तुलना में घट रही है या नहीं जब तक मुझे पता है कि समय स्थिर क्या है जब तक मैं तापमान परिवर्तन को समय स्थिर के संबंध में जोड़ने में सक्षम हूं तब तक मैं कर चुका हूं मैं इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग मानकों के साथ खेल सकता हूं उदाहरण के लिए मैं एक अलग सामग्री चुनकर ठोस की क्षमता बढ़ा सकता हूं और अगर मुझे पता है कि हीट ट्रांसफर गुणांक को कैसे बदलना है तो मैं वास्तव में यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि इन दोनों को एक साथ बदल दिया गया है इस तरह कि समय स्थिर नहीं बदलता है तो यह विभिन्न सामग्रियों में हीट ट्रांसफर प्रक्रियाओं की तुलना करने के लिए एक सुंदर तरीका प्रदान करता है ध्यान दें कि ये गुण विभिन्न भौतिक घनत्व क्षमता के लिए भिन्न हैं वे सभी एक ठोस के आंतरिक गुण हैं तो वे विभिन्न सामग्रियों के लिए अलग होंगे इसलिए जब आप एक ही प्रणाली में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं तो इस तरह के समय स्थिरांक को परिभाषित करना आपको हीट ट्रांसफर की दर की तुलना करने के लिए एक शानदार तरीका प्रदान करता है तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है तो मैं एक प्रोफ़ाइल सरल एक्स्पोनेंशियल फार्म बना सकता हूं तो यह समय है और यह थीटा बाय थीटा i है तो यह 0 के बराबर है थीटा थीटा i है तो इसे 1 से शुरू करना चाहिए जैसे जैसे मैं समय को स्थिर करता हूं तो ध्यान दें कि समय निरंतर मात्रा निर्धारित करता है या यह आपको एक विचार देता है कि जिस दर पर हीट ट्रांसपोर्ट होने जा रही है और इसलिए जैसे ही आप समय को निरंतर बढ़ाते हैं धीमी गति से हीट ट्रांसफर होगी संतुलन तक पहुँचने में अधिक समय लगेगा संतुलन क्या है T बराबर T इंफिनिटी तो संतुलन थीटा बटा थीटा i बराबर 0 है जो संतुलन है इसलिए जब किसी दिए गए सिस्टम के लिए समय स्थिरांक बड़ा होता है तो इसे संतुलित करने में अधिक समय लगता है इसलिए सिस्टम के आधार पर आप किसी दिए गए सिस्टम के लिए किस तरह के गुण चाहते हैं इसे डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि आपको सही टाइम कांस्टेंट मिल सके इसलिए आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि सिस्टम कब संतुलन तक पहुंचने वाला है तो यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है अब यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है हमने कहा कि हमने एक लम्पिंग असम्प्शन या लम्पद कपसिटंस बनाई है तो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह कब मान्य है इसकी वैधता क्या है यह कब मान्य है क्या हम इस पद्धति की वैधता को माप सकते हैं यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आयाम छोटे हैं और इसलिए मैं इसे एक समान तापमान के रूप में अनुमानित कर सकता हूं यदि ठोस की कंडक्टिविटी अधिक है हमेशा नहीं यह केवल कंडक्टिविटी नहीं है यह सही आयामों पर भी निर्भर करता है तो यह कंडक्शन की प्रॉपर्टी और सिस्टम के आयाम दोनों है जिसे आप देख रहे हैं तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वह है हम उन सभी गुणों को कैसे शामिल कर सकते हैं जो कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रक्रिया से संबंधित हैं और एक मात्रात्मक मात्रा के साथ आते हैं जिसका उपयोग इस पद्धति के मान्य होने पर औचित्य के लिए किया जा सकता है